अब हम फ़ास्ट डिकपलड लोड फ़लो पढ़ेंगे यहाँ हम प्रश्न नही हल कर पाएँगे लेकिन तरीक़े के बारे मे जनेंगे समीकरण 57 से J1 मेट्रिक्स के दयग्नल एलिमेंटस को प्राप्त कर सकते है यह इस तरह से लिखे जाएँगे Piik1nViVkYiksin ik ik Vi2Yiisin ii यह Piik1k≠inViVkYiksin ik ik है जो की दयग्नल एलिमेंट् है अब ध्यान से देखें की यहाँ क्या हो रहा है अगर Vi2Yiiii को इस फ़ोर्मूला से जमा और घटा दें और इस टर्म को सम्मेशन के अन्तर्गत ले आयें तो यह k≠i हट जाएगा तो यह बन जाएगा k1nViVkYiksin ik ik माइनस Vi2Yiisin ii इस मे k≠i नही होगा यह फ़ास्ट डिकपलड है इसे समीकरण 65 अंकित करेंगेPiik1nViVkYiksin ik ik Vi2Yiisin ii समीकरण 51 से हम Qi को अभिव्यक्त करते है यानी कि Qi k1nViVkYiksin ik ik पहले की ही तरह ki टर्म को जमा और घटा कर Pii Qi Vi2Yiisin ii प्राप्त होगा चूँकि हमने यह माना है कि YGjD यानी कि Ysin B इस से Yiisin ii Bii मानेंगे यह क्न्डकटेंस है और यह स्सेपटेंस तो यह समीकरण 66 है यानी कि Pii Qi Vi2Bii यहाँ BiiYiisin ii जो कि Y मेट्रिक्स के द्य्ग्न्ल एलिमेंट्स का काल्पनिक भाग है प्रायोगिक शक्ति प्रणाली मे BiiQi Y पर यूनिट मे दिया गया है यानी कि Qi भी पर यूनिट मे है तो हम Qi को समीकरण 66 मे नज़रअंदाज़ कर सकते है हमने Vi2≅ भी माना है क्यूँकि वोल्टेज तक़रीबन 1 पर यूनिट है यह इसलिए क्यूँकि सलेक बस वोल्टेज 1 है तो यहाँ Qi को नज़रअंदाज़ करेंगे तथा Vi2 को के बराबर लेंगे तो Pii ViBii इसे समीकरण 67 अंकित करेंगे इसी तरह से सामान्य स्थिति मे k i बहुत छोटी इकाई है यानी कि ik ikik समीकरण 58 मे ik ikik रखें यहाँ J1 मेट्रिक्स मे ik ik है यहाँ यह मान ने पर sin ik ik sin ik होगा यह मान ने पर Pii ViVkBik है जहाँ Yiksin ik ik बराबर है Yiksin क्यूँकि i k बहुत ही छोटी इकाई है तो ik ikik यानी कि Yiksin Bik तो यह Pii ViVkBik होगा अब Vk≈10 इसीलिए Pii ViBik होगा इसको समीकरण 68 अंकित करेंगे इसी तरह से J 4 द्य्ग्न्ल एलिमेंट्स जो कि समीकरण 59 से प्राप्त होगा यानी किQiVi 2ViYiisin ii k1 k≠inViVkYiksin ik ik समीकरण 59 और 51 से यह प्राप्त होगा Qi k1 k≠inViVkYiksin ik ik QiVi ViYiisin ii Qi प्राप्त होगा यानी कि QiVi ViBiiQi I जहाँ Yiisin ii Bii यह Qi और Bii प्रति मात्रक मान मे दिया गया है हमने यह माना है की BiiQi है तो समीकरण 70 मे Qi को नज़रअंदाज़ कर कर समीकरण 71 QiVi ViBii प्राप्त होगा पहले की ही तरह यह मानें कि ik ikik समीकरण 60 मे यह मान कर QiVi ViBik प्राप्त होगा इसे समीकरण 72 अंकित करेंगे सामनय तौर पर PVi B और QVi B प्राप्त हुआ है यह क्रमशः समीकरण 73 और समीकरण 74 है B और B मेटिरिस्स है यह स्थिर है तो हर पुनरावर्ती मे इनका आकलन करने की आवश्यकता नही है इनका इनवर्स प्राप्त करने की भी एक ही बार आवश्यकता होगी यह डिकपलड और फ़ास्ट डिकपलड पावर फ़लो स्थिति है यह शीघ्र आकलन के लिए आवश्यक है लेकिन इसमें ज़्यादा पुनरावृत्ति की आवश्यकता हो सकती है फिर भी आकलन के तौर पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह विधि सराहनिये है इसे सन 1974 मे सटोट्ट और अलसाक ने प्रस्तावित किया था यह फ़ास्ट डिकपलड लोड फ़लो है समय की कमी के कारण बाक़ी आकलन यहाँ दर्शाए नहीं जा सकते है पहले दो उदाहरण दर्शाए जा चुके है यह छोटे उदाहरण है फ़ास्ट डिकपलड इन उधारण के लिए कन्वर्ज़ नहीं करती लेकिन हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह बहुत ही कुशल है और इसके लिए बहुत से कमर्शियल पैकेज भी उपलब्ध है यह समीकरण 74 है यह सब मेट्रिक्स में वर्णित हो सकता है इसे हम फ़ॉस्ट डीकपल लोड कहते है अब आगे टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे मे पढ़ेंगे लोड फ़लो स्टडी मे ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन पाई समकक्ष है हमने पहले भी टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में संक्षिप्त में नीचे दिया गया है नोमिनल वेल्यू यानी कि a1 पर टेप रेश्यो दी गई है इस समय पर ट्रांसफॉर्मर को सीरीज़ एडमिटटेंस की तरह वर्णित किया गया है जब टेप रेश्यो 1 होगी तब हम वोल्टेज लेवेल बदल नहीं रहे है इस स्थिति में यह सीरीज़ अडमिटेंस को वर्णित करता है यानी कि ypq पहले हमें रेखाचित्र समझना होगा यहाँ ट्रांसफॉर्मर दिए है यह P है तो इसे बस बार कहेंगे यह वोल्टेज Vp है यह बस q है और यह वोल्टेज Vq है ट्रांसफॉर्मर पर इमपीडेंस है इस वजह से अडमिटेंस भी है यह ypq है यानी कि ट्रांसफॉर्मर अडमिटेंस ypq है यह सीरीज़ कनेक्शन की तरह लाइन में लगाया गया है यह एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर बनेगा यह काल्पनिक बस बार है जिसे t अंकित किया गया है यह ट्रांसफॉर्मर की एक तरफ़ है दूसरी तरफ़ यह ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज अथवा लो वोल्टेज है और ट्रांस रेशियो 1a ली गई है इस तरफ़ Nt है और इस तरफ़ Nq है तो NqNt बराबर 1 है यह ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव है इस तरफ़ करंट Ip है और इस तरफ़ Iq तो इस से समीकरण NtIp NqIq प्राप्त होगा यह करंट की दिशा है यह p है और यह q है यह ट्रांसफॉर्मर सर्केट के समकक्ष है यह रिप्रेसेंटेशन है फिगर 9 ट्रांसफॉर्मर को चित्रित करता है जिसमें एडमिट्टेंस ypq सीरीज़ में दी गई है जिसके साथ एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिया है ऑफ नॉमिनल ट्रांसफर टेप रेश्यो 1a है t काल्पनिक बस बार है एडमिट्टेंस और रेश्यो के बीच में काल्पनिक बस बार माना गया है यह t है इस तरफ़ p है और इस तरफ़ q है यह Nt और यह Nq माने गए है तो हम 1NqNt यानी कि 1a लिख सकते है जिसका मतलब है aNqNt इसलिए VqVtNqNta है मशीन स्टडी मे हम पढ़ते है V1V2 or e1e2N1N2 यह एक ही चीज़ है तो VqVtNqNta यानी कि VtVqa इसे समीकरण 75 अंकित करेंगे करंट की दिशा इस तरफ़ की है इस तरफ़ Nt है और इस तरफ़ Nq है यानी कि NtIp NqIq है इस तरफ़ Ipऔर इस तरफ़ Iq है इसलिए Ip NqNtIq है लेकिन NqNta है इसलिए Ip aIq होगा यह समीकरण 76 है रेखाचित्र देखने पर हमें IpypqVp Vt प्राप्त होता है यहाँ काल्पनिक बस बार वोल्टेज Vt है यानी कि IpypqVp Vt समीकरण 75 यानी कि VtVqa इस समीकरण मे प्रतिस्थपित करने पर IpypqVp ypqaVq प्राप्त होता है इसे समीकरण 78 अंकित किया गया है समीकरण 76 या 79 यानी कि Iq Ipa से हमें Iq 1aypqVp ypqaVq बराबर Iq ypqaVpypqa2Vq प्राप्त होता है इसे समीकरण 80 अंकित किया गया है अब इन्हें मेट्रिक्स फ़ॉर्म मे लिखने पर Ip Iq ypq ypqa ypqa ypqa2 Vp Vq प्राप्त होगा इसे समीकरण 81 अंकित करेंगे अब हम इसके समकक्ष ट्रांसफॉर्मर के लिए मोडेल प्राप्त करेंगे द्य्ग्न्ल एलिमेंट Ypp बराबर है ypq के इसलिए Yppypq ypqaypqa यानी कि Yppypqaa 1aypq इसे समीकरण 82 अंकित करेंगे इसी तरह से Yqqypqa2ypqa1 aa2ypq प्राप्त होगा यह P साइड नोन टेप साइड है Q साइड टेप साइड है Ypp बराबर ypqa है यह ट्रांसफॉर्मर अडमिट्टेंस है और इसके साथ ही यह शंट ब्रांच है यह a 1aypq है जब टेप रेश्यो नोमिनल होगा यानी कि a1 होगा तब 1 aa2 ypq बराबर ypq होगा यह टर्म नही होगी और ट्रांसफॉर्मर को सीरीस अडमिट्टेंस की तरह दर्शाया जा सकता है अगर a1 नही है तब यह समकक्ष मोडेल है मान लें कि हमारे पास जनरेटर है ट्रांसफॉर्मर है और यह ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ लाइन पर कहीं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उधारण के तौर पर मान ले की स्टेप डाउन वोल्टेज 11 किलोवाट जनरेटर है यह 220 kV है यह 66 kV है यह ट्रांसफॉर्मर है और ये टू बस बार है यह है ypqa है यह ट्रांसफॉर्मर शंट है यह 1aypq है यहाँ 1 aa2ypq भी है यहाँ लाइन चार्ज एडमिटटेंस भी है अगर a1 तब इसे ypq लेंगे और अगर a≠1 तो जो भी टेप की वेल्यू आएगी वो ले लें तब इस ब्रांच को भी मानना पड़ेगा इसी को ही टेप चेंज़िंग ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है तो यह था ट्रांसफॉर्मर का समकक्ष रिप्रेसंटेशन अब जो भी अध्ध्यन किया है उसे हम व्यापक बनाएँगे अब २ नए बस इस शक्ति प्रणाली मे प्रस्तुत करेंगे यह है P बस और PQV बस P बस मे रियल पावर ज्ञात है और Q V और अज्ञात है लेकिन PQV बस मे रियल पावर P Q और V वोल्टेज सभी ज्ञात है इसमें केवल वोल्टेज कोण अज्ञात है अगर हम PQV बस लेंगे तो P बस तो होगी ही सवाल यह है के PQV बस क्यूँ लेंगे अगर कहीं दूर स्थित बस को नियंत्रित करना है तो हमें विवेकतापूर्ण ढंग से नेटवर्क को चुन ना होगा मान लें के हमारे पास इस तरह का नेटवर्क है इसका विवरण बाद मे दिया जाएगा मान लें की यह बस 1 है इसे मन माने अंक से अंकित करें मान लें यह 2 3 4 5 6 7 8 है फिर 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 यह 16 बस का उधारण है मान लें की 8 th बस PQV बस है चूँकि P और Q ज्ञात है तो यह PV बस नही है तो इसमें और Q इंजेक्ट नही हो सकता है इसमें वोल्टेज नियंत्रित नही होगी लेकिन हम चाहते है कि वोल्टेज मग्निट्यूड Vi को 10 pu बनाए रखें तो इसे बनाए रखने के लिए किसी दूर स्थित बस से नियंत्रित करेंगे सबसे पहले यह चुनेंगे की कौन सी नोड से हमें वोल्टेज नियंत्रित करनी है हम P बस को चुनेंगे जहाँ हम हानि को कम कर सकते है मान लें के बस 2 जो की P बस है को चुना गया है यानी कि यहाँ से हम Q इंजेक्ट कर सकते है जिस से कि वोल्टेज 10 pu नियंत्रित कर सकते है यहाँ हमें हानि का भी ध्यान रखना होगा इसी तरह से बस 3 को भी चुन सकते है इस स्थिति मे Q इंजेक्शन ढूँढना होगा जिस से कि वोल्टेज और पावर लॉस को नियंत्रित करना होगा इस आधार पर बस 3 को चुनेंगे जो की पावर लॉस के लिए बेहतर Q इंजेक्शन माना गया है इस वोल्टेज को हम दूर स्थित बस से नियंत्रित करेंगे लेकिन अगर इसे यहाँ से नियंत्रित करना चाहेंगे तो यह नही हो पाएगा क्यूँकि यह रेडियल नेटवर्क है यानी की कोई कंनेक्टिविटी नही है अथवा यह नोड यहाँ से नही आ रहा है तो हमें सही परिणाम नही मिलेंगे यह एक रेडियल नेटवर्क है अगर यह मेश डिस्ट्रिब्यूटड ट्रांसमिसशन नेटवर्क ट्रांसमिसशन लूप सिस्टम है तो लोड फ़लो के अदध्यन के आधार पर बस का चुनाव किया जा सकता है इसके बाद हम जकोबीयन मेट्रिक्स बनाएँगे एक उधारण के लिए जिस से यह PQV बस कैसे काम करती है यह जनेंगे इसे न्यूटन रेपसन विधि से देखेंगे और कुछ सिमुलेशन भी की गई है तथा इन P बस का महत्व जनेंगे धन्यवाद